हमने इमपीडेंस कंट्रोल द्वारा PV स्रोत और R0 के बीच पावर इंटरफेस के रूप में कार्य करने वाले DC DC कनवर्टर पर चर्चा की और हमने यह भी देखा है कि विभिन्न MPPT एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं इस समय पर मैं जिन वास्तविक बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा वह है हाउसकीपिंग पावर सप्लाई हाउसकीपिंग पावर सप्लाई क्या है यह वास्तव में पावर सप्लाई है जो इस MPPT कंट्रोलर को पावर देगा मुझे पावर सप्लाई के सकारात्मक और ग्राउंड पॉइंट को इस तरह चिन्हित करने दें तो इस MPPT कंट्रोलर के पास स्वयं एक पावर सप्लाई होनी चाहिए क्योंकि इसे बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स को पावर देने की आवश्यकता होती है जो वहीं भीतर हैं आप एनालॉग ऑप एंप एनालॉग सर्किट का उपयोग कर सकते हैं जिस स्थिति में आपको VCC के लिए यहां 15 वोल्ट की आवश्यकता होगी तो शायद आपको 15 वोल्ट 0 15 वोल्ट की सिंगल पावर के लिए VCC की आवश्यकता हो सकती है आपको संभवतः 15 वोल्ट की दोहरी पावर सप्लाई की आवश्यकता हो सकती है या यदि डिजिटल लॉजिक हैं तो आपको 15 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता हो सकती है और आजकल माइक्रोकंट्रोलर और माइक्रोप्रोसेसरों में 33 वोल्ट हैं और इसलिए आपने 33 वोल्ट बनाया तो इस तरह से आप MPPT कंट्रोलर पर जाने वाले कॉम्पोनेंट्स पर निर्भर करते हैं आपको विशिष्ट पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी जो विभिन्न कॉम्पोनेंट्स को पावर प्रदान करेगी अब पावर सप्लाई जो इस MPPT कंट्रोलर को पावर देती है उसको हाउसकीपिंग पॉवर सप्लाई कहा जाता है यह पावर कहाँ से लेनी चाहिए बेशक इसे केवल PV स्रोत से पावर ड्रॉ करनी होगी क्योंकि यही एकमात्र स्रोत उपलब्ध है और कौन सा सही पॉइंट है पावर ड्रॉ करने के लिए और कब तो इसी के लिए मैं आपको इस व्यावहारिक पॉइंट पर संवेदनशील बनाना चाहता हूं इस PV स्रोत और DC DC पावर सप्लाई पर विचार करें जो R0 और PV स्रोत के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य कर रहा है आपके पास एक बफर कैपेसिटर CT है और बफ़र कैपेसिटर CT के एक्रॉस हमें एक लाइन को टैप ऑफ करने दें और यहाँ से पावर सप्लाईके लिए इनपुट ड्रॉ करें तो यह पावर सप्लाई सर्किट के इनपुट के रूप में कार्य करेगा इसलिए PS पावर सप्लाई सर्किट है जो कुछ आउटपुट देगा अब यह PS पावर सप्लाई अपने में एक डीसी डीसी कनवर्टर है तो आम तौर पर आपके पास बहुत कम पावर एप्लीकेशंस के लिए एक अलग से डीसी डीसी कनवर्टर हो सकता है और आपके पास उच्चतर पावर एप्लीकेशंस के लिए एक अलग से DC DC कनवर्टर टोपोलॉजी हो सकती है लेकिन सामान्य रूप से इस लोड पावर की तुलना में इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई पावर बहुत कम होगी क्योंकि पावर सप्लाई के उद्देश्यों के लिए यह पावर कम होगी ध्यान दें यह पावर सप्लाई आउटपुट जो मैं यहां दिखा रहा हूं जिसे मैं VCC के रूप में चिह्नित करूंगा को एक सिंगल सप्लाई की आवश्यकता नहीं है यह MPPT कंट्रोलर की आवश्यकताओं के आधार पर मल्टीपल सप्लाई हो सकती है अब इस सप्लाई को न केवल MPPT कंट्रोलर सर्किटस को सप्लाई करना है बल्कि इसे पावर स्विचस के लिए किसी भी गेट ड्राइवर सर्किटस के लिए भी आपूर्ति करना है जोकि इस DC DC कनवर्टर के भीतर हैं इसलिए अगर मेरे पास एक IGBT पावर स्विच है जहां गेट ड्राइवर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक अलग से गेट से ड्रेन एवं गेट से सोर्स ड्राइव की आवश्यकता होती है फिर उस मामले में आपको इस उद्देश्य के लिए अलग अलग सप्लाई की भी आवश्यकता होगी तो आपको कुछ मामलों में यहाँ स्विचस को रखने के आधार पर अलग अलग पावर सप्लाईस की आवश्यकता होती हैं यह आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्विच टोपोलॉजी पर निर्भर करता है और यहाँ आउटपुट पर पृथक और गैर पृथक पावर सप्लाई का संयोजन है यह टोपोलॉजी जहां मैं PV के टर्मिनलों से पावर इनपुट ले रहा हूं आम तौर पर कम पावर कम वोल्टेज कम वोल्टेज के तरह की एक एप्लीकेशन के लिए है तो कम वोल्टेज एप्लीकेशनो में यह यहां लगभग 16 वोल्ट से 40 वोल्ट ओपन सर्किट के आसपास हो सकता है और इसलिए आपके पास सामान्य ऑपरेटिंग स्थिति के तहत लगभग 12 वोल्ट के आसपास हो सकते हैं यदि यह 16 वोल्ट ओपन सर्किट है या यह 40 वोल्ट प्रकार के मॉड्यूल के लिए लगभग 32 से 33 वोल्ट ऑपरेटिंग स्थिति हो सकती है इसलिए इसे पावर सप्लाई के माध्यम से सीधे परिवर्तित किया जा सकता है और फिर गैर पृथक DC DC कन्वर्टर्स द्वारा भी जरूरी आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इन मामलों में एप्लीकेशन में जहां यहां टर्मिनल वोल्टेज बहुत बड़ा है हम कहते हैं कि आप ग्रिड में एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे मामले में इसका वोल्टेज 700 वोल्ट ओपन सर्किट हो सकता है और ऑपरेटिंग परिस्थितियों में यह 600v तक नीचे आ सकता है तो आपके पास यहां बहुत हाई वोल्टेज हो सकता है और जिसे 5 वोल्ट या 33 वोल्ट में परिवर्तित करने की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में स्टेप डाउन रेश्यो बहुत बड़ा है और नॉन आइसोलेटेड प्रकार की सप्लाईज अच्छा समाधान नहीं देगी इसलिए आपको एक आइसोलेटेड टोपोलॉजी के लिए जाना पड़ सकता है तो ऐसे मामलों में आप आउटपुट साइड से भी लेने पर विचार कर सकते हैं यदि आउटपुट वोल्टेज PV स्रोत के टर्मिनल वोल्टेज से कम है तो तो आउटपुट वोल्टेज कम है तब आप शायद VCC प्राप्त करने के लिए एक स्टेप डाउन रेश्यो रख सकते हैं जो कि माइक्रोकंट्रोलर और MPPT कंट्रोलर बोर्ड और गेट ड्राइवर सर्किट को भी पावर देगा लेकिन यदि आप आउटपुट साइड से ले रहे हैं तो एक समस्या है स्टार्टर में DC DC कनवर्टर के स्विचस पर स्विच करने की कोई पावर नहीं होगी तो कोई भी वोल्टेज आउटपुट पर नहीं आएगा तो कोई पावर हाउस कीपिंग पावर सप्लाई नहीं है बदले में गेट ड्राइव सर्किट के लिए कोई पावर सप्लाई नहीं है तो सर्किट कभी भी शुरू नहीं होगा ऐसे मामलों में हम इसे कैसे शुरू करते हैं हम डीसी डीसी कनवर्टर के आउटपुट साइड से पावर सप्लाई के लिए इनपुट ड्रॉ करते हैं जो की पावर सप्लाई है और फिर यह आउटपुट देता है अब यहाँ PV स्रोत के एक्रॉस हम क्या करेंगे एक छोटे से शंट रेगुलेटर का निर्माण करेंगे इसलिए मैं वहां एक स्विच दूंगा मेरे पास एक रजिस्टेंस और जेनर रेगुलेटर है अब मैं BJT को लीनियर रीजन में संचालित करके करंट को बढ़ा लूंगा और मैं उन्हें इस तरीके से इंटरफेस करूंगा मैंने यहां एक डायोड रखा है मैं यहां भी एक डायोड रखूंगा और उस सेंटर पॉइंट को मैं निकालूंगा इसलिए मैं इसे यहां जोड़ूंगा और यह VCC होगा तो यह कैसे काम करेगा तो इस शुरुआत के दौरान आप देखेंगे कि DC DC कनवर्टर के लिए कोई पावर नहीं है इसलिए इस पावर सप्लाई का आउटपुट भी कम है तो मैं क्या करूंगा मैं इस रीसेट बटन को दबाऊंगा आप रीसेट बटन दबाएं इस रजिस्टेंस जेनर कॉन्बिनेशन के एक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और यह कुछ पोटेंशियल पर होगा

अब हम कहते हैं मैं इसे 16 वोल्ट पर रखूंगा अब 16 वोल्ट 07 यहाँ निकालेंगे क्योंकि यह अब लिनियर रीजन 16 - 07 143 143 - 07 में 136 होगा तो 136 यहाँ इसके एक्रॉस दिखाई देगा तो इस VCC का उपयोग इस DC DC कनवर्टर की स्विचिंग करने के लिए गेट ड्राइव बनाने के लिए किया जाएगा तो जिस क्षण DC DC कनवर्टर का स्विच ऑन होता है आउटपुट आना शुरू हो जाएगा अब इस पावर सप्लाई के लिए इनपुट का उपयोग किया जाएगा और यह आवश्यक आउटपुट देगा अब यह 15v पर होगा अब 15v 143 इस डायोड द्वारा उलट जाएगा और इस पावर सप्लाई से माइक्रोकंट्रोलर में पावर फ्लो होगी और अन्य घटक MPPT कंट्रोलर बोर्ड और DC DC कनवर्टर के लिए गेट ड्राइव भी दी जाएगी तो आपको बस कुछ मिलीसेकंड ऑन होने के लिए इसकी आवश्यकता है ताकि पर्याप्त संख्या में साइकिल हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर साइकिल हो जो DC DC कनवर्टर के लिए वोल्टेज दे सके इसलिए वास्तव में जब आप इसे दबाते हैं और इसे छोड़ते हैं तो मानव प्रतिक्रिया समय स्वयं लगभग 10 मिलीसेकंड होता है DC DC कनवर्टर को वोल्टेज का निर्माण करने के लिए पर्याप्त हाई फ्रिकवेंसी साइकिल की संख्या संभव होती है जोकि इस वोल्टेज का निर्माण करेगी और वोल्टेज इसके बाद खुद से स्वयं को बनाए रखना शुरू कर देगा तो यह स्टार्ट अप सर्किट है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है क्योंकि आप इसे बहुत छोटे ड्यूटी साइकिल के साथ समय के एक अंश के लिए उपयोग कर रहे हैं यह भाग भले ही एक लीनियर रेगुलेटर है बहुत उपभोग नहीं करेगा क्योंकि इसका उपयोग केवल स्टार्ट अप के लिए किया गया है और फिर इसको छोड़े जाने के बाद यह किसी भी पावर का उपभोग नहीं करेगा तो यह ट्रिक है जो आउटपुट साइड से लेने की स्थिति में शुरू करने के लिए की जाती है अब जब आप इस आउटपुट को लेते हैं तो यह पावर सप्लाई किसी भी प्रकार की पावर सप्लाई हो सकती है और ज्यादातर समय यह एक आइसोलेटेड पावर सप्लाई होगी जिसमें यहां कई वाइंडिंग होंगे और जैसा कि मैंने कहा हर वाइंडिंग में स्पेसिफिक लोड होता है जिसकी आप सप्लाई करना चाहते हैं उदाहरण के लिए 33 वोल्ट माइक्रोकंट्रोलर में जाएगा 15 वोल्ट ऑप एम्प्स प्रकार के सर्किट में जाएंगे और इसी तरह उसके बाद यहां पावर सप्लाई में प्रत्येक पावर सप्लाई वाइंडिंग में एक फ़ंक्शन होगा अब गेट ड्राइव के लिए एक या दो वाइंडिंग होंगे तो चलिए हम कहते हैं यहाँ फ्लोटिंग सोर्स के साथ एक पावर सेमीकंडक्टर स्विच है फिर एक प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग गेट ड्राइव के लिए किया जाएगा DC DC कनवर्टर में इस विशेष सेमीकंडक्टर स्विच के लिए इसलिए हाउसकीपिंग पावर सप्लाई डिज़ाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और फिर इसके बारे में बहुत कुछ ध्यान देना होगा इस सप्ताह में अधिकांश समय हमने MPPT एल्गोरिदम और MPPT मुद्दों पर डीसी डीसी कनवर्टर के संबंध में चर्चा की थी मैंने DC DC कनवर्टर के डिजाइन पर कोई भी चर्चा नहीं की है लेकिन बहुत सी पुस्तकें और बहुत सारा साहित्य नेट पर उपलब्ध है और NPTEL व्याख्यानो में भी स्विच मोड DC DC पावर कन्वर्सेशन NPTEL व्याख्यान प्रो0 रामनारायण और मेरे द्वारा वे भी उपलब्ध हैं जहां DC DC कनवर्टर पर बहुत सारी जानकारी दी गई है जहां आप डिजाइन करने की कोशिश में उनकी मदद ले सकते हैं और डीसी डीसी कन्वर्टर्स के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो अब इस पावर सप्लाई को पूरा करने पर यह इस MPPT कंट्रोलर बोर्ड को पावर देगा और हाउसकीपिंग पावर सप्लाई के साथ साथ यह पूरा भाग नीले रंग में तैयार किया गया है जो हाउसकीपिंग पावर सप्लाई का निर्माण करेगा और जो MPPT कंट्रोलर बोर्ड को ठीक से काम करने के लिए जरूरी है MPPT कंट्रोलर के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पावर सप्लाई और स्टार्ट अप पावर सप्लाई डालकर इसको पावर दें तो कुछ पावर की खपत इन MPPT कंट्रोलर बोर्ड और DC DC कन्वर्टर्स के लिए गेट ड्राइव द्वारा भी होती है आपको ध्यान देना चाहिए कि यह पावर सप्लाई खुद से एक अतिरिक्त लोड की तरह यहां काम करती है या जब आप इसे यहां रखती है यह एक अतिरिक्त लोड के रूप में कार्य करता है MPPT कंट्रोलर के फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यह टर्मिनलों पर iT और vT को और PV पैनल के माध्यम से जो करंट बह रहा है उसे सेंस कर रहा है और इसलिए PV स्रोत से जो पावर वितरित होती है उसमें वह पावर भी सम्मिलित है जो MPPT कंट्रोलर को सप्लाई करने के लिए पावर सप्लाई द्वारा आवश्यक है इसलिए ऑपरेशन के हिसाब से MPPT कंट्रोलर को कोई समस्या नहीं है इस पावर सप्लाई को इंट्रोड्यूस करने में यह अभी भी पीक पावर पॉइंट पर चढ़ेगा हालांकि मैं इस पॉइंट पर दो पॉइंटो का उल्लेख करना चाहूंगा एक है पावर सप्लाई सर्किट हाउसकीपिंग पावर सप्लाई सर्किट को ज्यादा पावर नहीं खपत करनी चाहिए जो कि R0 को पहुंचाई जा रही है की तुलना में क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है यह एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है इस पावर सप्लाई की लागत और इन सभी MPPT कंट्रोलर एल्गोरिदम को निषेधात्मक रूप से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह आपके मुख्य DC DC कनवर्टर और R0 से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए वरना एक MPPT ट्रैकर के होने का कोई अर्थ नहीं है इसलिए यह अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकर होने का केवल तभी अर्थ है जब इस MPPT कंट्रोलर और संबंधित हाउसकीपिंग पावर की लागत मेन पावर और लोड से बहुत कम हो और MPPT कंट्रोलर में इस हाउसकीपिंग पावर सप्लाई को पावर में होने वाली हानि को R0 को डिलीवर होने वाली पावर की तुलना में बहुत कम होना चाहिए तो ये दो बातें आप यह तय करने से पहले ध्यान रखें कि इस खास एप्लीकेशन के लिए क्या MPPT वाकई में आवश्यक है या नहीं